नमस्कार विद्यार्थियों इसलिए पिछली कक्षा में हमने आयताकार और साथ ही अनबाउंड क्षेत्रों पर दोहरे समाकल के उदाहरणों को देखा आज हम इंटीग्रेशन के क्रम में बदलाव और जैकबियन परिवर्तन के साथ शुरुआत करेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि जैकबियन परिवर्तनों और सभी का उपयोग करके एक दोहरे समाकल को एक दोहरे समाकल में कैसे बदल सकते हैं इसलिए हम एक मूल सिद्धांत के साथ शुरू करेंगे जिसके प्रमाण से हम बचेंगे लेकिन मैं आपको केवल एक विचार दूंगी कि आप एक दोहरे समाकलन में चर के परिवर्तन को कैसे करते हैं या आप इंटीग्रेशन के क्रम को कैसे बदलते हैं तो चलिए एक दोहरे समाकल में परिवर्तन शुरू करते हैं इसलिए यही कारण है कि हम चर में परिवर्तन करते हैं इसलिए यदि हम परिवर्तनशील चर करते हैं तो कई दोहरे समाकलओं का आसानी से मूल्यांकन किया जा सकता है तो कभी कभी आपके पास एक बहुत ही जटिल दोहरे समाकल आपको दिया जा सकता है और ऐसा लग सकता है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है लेकिन अगर आप चर के कुछ निश्चित परिवर्तन करते हैं तो समग्र रूप से बहुत सरल अभिव्यक्ति में कमी हो सकती है और मूल्यांकन करना आसान होगा और निश्चित रूप से चर के परिवर्तन करने के बाद आपका उत्तर बिल्कुल वैसा ही रहेगा तो ऐसा नहीं होगा कि उस दोहरे समाकल का मूल्य बदल जाएगा तो यह अभी भी वही रहेगा हालाँकि परिवर्तनशील चर ने वास्तव में हमें बहुत परेशानी से बचाया तो हम देखते हैं मान लीजिए हमारे पास एक बाउंड फंक्शन है तो मान लीजिए f 𝑥 𝑦 एक डोमेन E पर एक डोमेन या क्षेत्र पर एक कंटीन्यूअस फंक्शन हैं और चर x और y दोहरे समाकल E 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 में संबंध का पालन करके u और v में बदला जा सकता है तो वह संबंध क्या है तो हम 𝑥 𝜑 u v और 𝑦 𝜓𝑢 𝑣 का उपयोग कर रहे हैं तो ये कुछ प्रकार के परिवर्तन हैं जहां𝜑 और 𝜓 E पर कंटीन्यूअस फंक्शन हैं कंटीन्यूअस आंशिक डेरिवेटिव के साथuv प्लेन के एक निश्चित क्षेत्र 𝐸1 में आंशिक डेरिवेटिव इसलिए चूंकि हम चर x और y को परिवर्तनशील u और v में बदल रहे हैं जाहिर है क्षेत्र E से हम एक क्षेत्र 𝐸1 में स्थानांतरित हो जाएंगे क्योंकि परिवर्तन करने के बाद चर u और v के लिए वे एक अलग क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं इसलिए वे एक अलग क्षेत्र को बाध्य कर सकते हैं हालाँकि आयाम नहीं बदलेगा तो x और y वे दो आयामी ज्यामिति को दर्शाते हैं इसलिए तब उस स्थिति में जब आप परिवर्तन का उपयोग कर रहे हैं हम 𝜑 𝑢 v के रूप में परिवर्तन फ़ंक्शन को हटा देंगे और वे फिर से दो आयामी डोमेन में स्थानांतरित हो जाएंगे बेशक क्षेत्र दो आयामी ज्यामिति हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से क्षेत्र भिन्न हो सकता है और यही कारण है कि हम कह रहे हैं कि आपके पास 𝜑 और 𝜓 हैं वे कहते हैं कि वे कंटीन्यूअस हैं और उनके पास कंटीन्यूअस आंशिक डेरिवेटिव हैं एक निश्चित क्षेत्र E1 मे इसलिए क्योंकि वे अब uv प्लेन में हैं तो फिर समाकल 𝐸𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 बदला जा सकता है आइए हम एक नए पृष्ठ में लिखते हैं समाकल𝐸𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 तो हम 𝑥 𝜑 u v बदल रहे हैं तो आइए हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं 𝐸1 𝑓𝜑𝑢 𝑣 𝜓𝑢 𝑣 𝑑𝑢𝑑𝑣 हालाँकि हमारे यहाँ एक बाहरी कारक होगा जो यह है और यह वास्तव में नहीं है इसका एक अर्थ है तो इसका एक अर्थ है जो ऐसा है जो को परिवर्तन का जैकबियन कहा जाता है और जब मैं परिवर्तन कहती हूं तो मेरा मूल रूप से यहां इसका मतलब यह है तो यह मेरा परिवर्तन है और J उस परिवर्तन का जेकोबियन है जो 𝐽 𝜕𝑥𝑦 𝜕𝑢𝑣 द्वारा दिया गया है और यह मूल रूप से और

मूल रूप से यहाँ इस मैट्रिक्स का निर्धारक है तो वह है तो यह मूल रूप से हमारे जेकोबियन मैट्रिक्स है इसलिए सबसे पहले जब हम चर के परिवर्तन को कैसे कह रहे हैं तो हमें इन परिवर्तनों का पता लगाना होगा तोहमें इन दो परिवर्तनों की गणना करनी है और एक बार जब हम इन दो परिवर्तन प्राप्त करते हैं तो हमें जेकोबियन के निर्धारक की गणना करनी होगी ताकि हम चर परिवर्तन कर सकें लेकिन इससे पहले हम यहाँ कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो उस परिवर्तन में ये दोनों गुण भी होने चाहिए तो यह 𝐸1 पर एक कंटीन्यूअस फंक्शन होना चाहिए और इसमें कंटीन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर आंशिक डेरिवेटिव होना चाहिए इसलिए एक बार हमारे पास ये सभी सामग्रियां हैं और हम अपने समाकल में चर परिवर्तन कर सकते हैं अब हम यह पूछ सकते हैं कि हम कैसे बदल सकते हैं तो एक उदाहरण दिलचस्प उदाहरण हो सकता है चर को बदलदे हम कहें कि हमारे पास एक समाकल E 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 है कार्टेशियन समन्वय से ध्रुवीय समन्वय के लिए जहां E 𝑥 2 𝑦 2 ≤ 𝑟 2 द्वारा दिया जाता है r कोई भी a b c हो सकता है जो भी त्रिज्या हम पसंद करते हैं इसलिए जाहिर है एक वृत्त के लिए हम 𝑥 r cos𝜃 और हम 𝑦 r sin𝜃 स्थानापन्न करते हैं इसलिए यहां से हमारे पास होगा तो हम जैकोबिन की गणना कर सकते हैं तो आइए हम जैकोबिन के निर्धारक की गणना करें जैकोबिन निर्धारक डेल x का निर्धारक है तो हमारे नए चर r और 𝜃 हैं तो मैं इसे r और 𝜃 के फ़ंक्शन के रूप में लिख सकतीहूं तो यह 𝜑𝑟 𝜃 और यह मूल रूप से 𝜓𝑟 𝜃 है और हमारा 𝜑𝑟 𝜃 क्या है यह 𝑟 cos 𝜃 है और हमारा 𝜓𝑟 𝜃 क्या है यह r sin𝜃 है तो हमारे पास तो मेरा 𝜕𝑥𝜕𝑟 क्या है 𝜕𝑥𝜕𝑟 cos 𝜃 होगा बस 𝜕𝑥 𝜕𝜃 −𝑟 sin 𝜃 होगा और फिर 𝜕𝑦 𝜕𝑟 sin 𝜃 होगा और 𝜕𝑦 𝜕𝜃 rcos 𝜃 होगा इसलिए यदि हम इस निर्धारक का मूल्यांकन करें तो यह 𝑟𝑐𝑜𝑠2𝜃 𝑠𝑖𝑛2𝜃 होगा तो अंततः हम r प्राप्त करेंगे इसलिए हमारा समाकल I जो अब एक ध्रुवीय समन्वय में स्थानांतरित हो गया है हमारा नया क्षेत्र 𝐸1 फिर 𝐼 E𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 E1𝑓𝑟 cos 𝜃 𝑟 sin 𝜃𝑟𝑑𝑟𝑑𝜃 इस E1 को 0 से r और 𝜃 0 से 2𝜋 से बदला जा सकता है तो हम c 1 को r और 𝜃 की सीमा से बदल सकते हैं और यह कॉटेजइन समन्वय प्रणाली से ध्रुवीय समन्वय प्रणाली में आवश्यक रूपांतरित या परिवर्तित समाकलन होगा और इस तरह के सूत्र का उपयोग करके तो यहाँ कोई मूल रूप से दिए गए दोहरे समाकल के परिवर्तन को बदलने में सक्षम हो सकता है तो आइए हम एक और उदाहरण पेश करते हैं तो यह वास्तव में ध्रुवीय समन्वय प्रणाली पर आधारित है इसलिए इसका मूल्यांकन समाकल E sin 𝜋𝑥 2 𝑦 2 𝑑𝑥𝑑𝑦 है जहाँ E 𝑥 2 𝑦 2 ≤ 1 द्वारा दिया जाता है इसलिए यहां हमारा इंटीग्रेशन का डोमेन मूल रूप से एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक है तो यह हमारा क्षेत्र E है यह x है यह y है तो यह मूल है अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ sin 𝜋𝑥 2 𝑦 2 𝑑𝑥𝑑𝑦 है यदि हम अपनी पारंपरिक पद्धति का उपयोग करके मूल्यांकन करना चाहते हैं जैसे x के लिए सीमा ज्ञात करना जोकि 0 से 1 है और y के लिए सीमा−√1 − 𝑥 2 से √1 − 𝑥 2 है तो यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है हालाँकि यदि हम कार्तीय से परिवर्तनशील ध्रुवीय समन्वय प्रणाली में परिवर्तन करते हैं तो यह लाभदायक हो सकता है तो हम देखते हैं कि चर परिवर्तन करने से मदद मिलती है या नहीं यह पारंपरिक तरीका हमेशा काम करेगा लेकिन इसका सिर्फ इतना है कि यह थकान देने वाला हो सकता है या यह किसी बिंदु पर या मूल रूप से गणना में मुश्किल हो सकता है हालाँकि चर परिवर्तन से हमारा जीवन थोड़ा आसान हो सकता है तो हम देखते हैं तो स्थानापन्न 𝑥 𝑟 cos 𝜃 और 𝑦 𝑟 sin 𝜃 जहाँ हमारा r 0 से 1 तक चल रहा है क्योंकि त्रिज्या 1 है और 𝜃 0 से 2𝜋 तक चलेगा अब हम पिछले उदाहरण से जानते हैं r तो यहां हम उसी तरह की गणना कर सकते हैं जो मैं छात्रों के लिए छोड़ रही हूं और मैं बस उसी का उपयोग करने जा रही हूं जो कि 𝑟 1 है तो हमें सिर्फ 1 लिखना है और अब हमारे पास sin 𝜋 है तो अब हमारे पास इंटीग्रल 𝐼 E sin 𝜋𝑥 2 𝑦 2 𝑑𝑥𝑑𝑦 है इसलिए अब जब से मैं इस पूरे समाकल को ध्रुवीय समन्वय प्रणाली में बदल रही हूं मैं r के लिए सीमा लिख सकती हूं जो कि 0 से 1 है मैं 𝜋 के लिए सीमा लिख सकती हूं जो 𝜃 है जो 0 से 2𝜋 है और फिर मेरे पास 𝑟01𝜃02𝜋 sin 𝜋𝑟 2 𝑐𝑜𝑠2𝜃 𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑟𝑑𝑟𝑑𝜃 तो यह मान r जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि हम r को एक चर के रूप में ले रहे हैं तो यह 𝑟𝑑𝑟𝑑𝜃 हो जाएगा तो हम 𝑟 2 लेते हैं तो यह 𝑐𝑜𝑠2𝜃 𝑠𝑖𝑛2𝜃 बन जाएगा फिर वह मान 1 होगा और फिर हम पास 𝑟01𝜃02𝜋sin 𝜋𝑟 2 𝑟𝑑𝑟𝑑𝜃 बचेगा इसलिए यहाँ समाकल का मूल्यांकन करना बहुत ही सरल है कि हम 𝑡 𝑟 2 को प्रतिस्थापित कर सकते हैं तो𝑡 𝑟 2 डालते हैं और हम इन दोनों समाकल को अलग करते हैं

तो हमें 𝑡 𝑟 2 डालते हैं तो dt 2𝑟𝑑𝑟 और फिर इस पूरी बात कम हो जाएगा 1 2πया मैं एक और कदम लिख सकती हूं तो यह 1202𝜋 𝑑𝜃 0𝜋sin 𝜋𝑡𝑑𝑡 लिखा जा सकता है और अगर मैं इंटीग्रेटेड करती हूं तो फिर यह 1 2π 1 2𝜋02𝜋cos 𝜋𝑡01 𝑑𝜃 मे बदल जाएगा तो हमारे पास cos 𝜋𝑡 होगा और यह 0 से 1 d t तक होगा अब इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है −12𝜋02𝜋 cos 𝜋 − cos 0𝑑𝜃 तो मूल रूप से 12𝜋 −2 02𝜋 𝑑𝜃 तो यह 1𝜋× 2𝜋 होगा तो इसका उत्तर अंततः 2 है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि शुरू में हमें मूल्यांकन करने के लिए एक बहुत ही जटिल समाकल दिया गया था लेकिन बस चर बदलकर इसका मतलब है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रणाली से चर को ध्रुवीय समन्वय प्रणाली में बदलना हम कह सकते हैं कि इस पूरे समाकल को और अधिक सरल तरीके से कैसे गणना करें तो यह सिर्फ sin 𝜋𝑟 2 𝑟𝑑𝑟𝑑𝜃 मे बदल जाएगा और उसकी गणना करना यह बहुत आसान था क्योंकि हमने 𝑡 𝑟 2 प्रतिस्थापित किया था जो आपको 𝑑𝑡 2𝑟𝑑𝑟 देगा फिर आप इस कारक को यहाँ समायोजित कर सकते हैं और शेष गणना बहुत ही असान बन जाएगी अब न केवल हमेशा ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि कैसे उन्हें गोलाकार समन्वय प्रणाली में रूपांतरित करने की कोशिश की जाती है अगर हमारे पास एक तृतीय समाकल है तो आप उन्हें भी बदल सकते हैं या चर को गोलाकार ध्रुवीय समन्वय प्रणाली में बदल सकते हैं जिसे हम बाद में सीखेंगे तो यह एक बहुत ही आसान उपकरण है जो वास्तव में आसानी से कठिन इंटीग्रल्स की गणना करता है अगला हम बाहर काम कर सकते हैं और एक अन्य उदाहरण इसलिए एक और उदाहरण हमें यह कहने का मौका दे सकता है तो हम इस उदाहरण का समाधान E 𝑒 −𝑥 2−𝑦 2 𝑑𝑥𝑑𝑦 𝜋 4 1 − 𝑒 −𝑅 2 करेंगे उसी तरह से हम जिस तरह से किनारों से पहले करते थे कि हम एक और समस्या का अभ्यास कर रहे हैं तो जहां E क्षेत्र 𝑥 ≥ 0 𝑦 ≥ 0 और 𝑥 2 𝑦 2 ≤ 𝑅 2 से परिभाषित किया गया तो यहाँ वास्तव में इस समस्या में कुछ नया है इसलिए सबसे पहले हम अपने क्षेत्र को चित्रित करें इसलिए यदि हम अपना क्षेत्र बनाते हैं तो हमारे पास एक चक्र है तो हम इस वृत्त को खींचते हैं और वह हमारी त्रिज्या R हालाँकि हमें दो अलग अलग शर्तें दी गई हैं जो x धनात्मक है और y धनात्मक है इसका मतलब है कि x धनात्मक है इसलिए हम इस आधे हिस्से में दिलचस्पी नहीं रखते हैं और फिर y धनात्मक है तो हम भी रुचि नहीं रखते हैं तो फिर हमारा क्षेत्र इस वृत्त से घिरा हुआ है और फिर ये दो रेखाएं x बराबर 0 और y बराबर 0 है इसलिए यह हमारा क्षेत्र E है इसलिए इस क्षेत्र में हमारे पास r है जो इस छोटे से r से चल रहा है r 0 से R से त्रिज्या तक चल रहा है लेकिन फिर 𝜃 0 से 𝜋 2 तक चल रहे है क्योंकि हम पूरे वृत्त को पूरा नहीं कर रहे हैं सिर्फ इस आधे के को ले रही हैं तो उस स्थिति में हमारे पास 𝜃 0 से 𝜋 2 के बीच चल रहा है तो हमें यह परिवर्तन प्रदान करते हैं तो विकल्प 𝑥 𝑟 cos 𝜃 और 𝑦 𝑟 sin 𝜃 लगाएं जहां r 0 से बड़े R के बीच चल रहा है और 𝜃 0 से 𝜋 2 के बीच चल रहा है तो अब हम इस समाकल को यहाँ लिखते हैं 𝐼 E 𝑒 −𝑥 2−𝑦 2𝑑𝑥𝑑𝑦 तो 𝑑𝑥𝑑𝑦 जब हम यह क्षेत्र 𝐸1 को मैं बदलते हैं हम 𝐸1 में इस क्षेत्र के लिए एक मिनट हम लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं E 𝑒 −𝑥 2−𝑦 2 𝑑𝑥𝑑𝑦 𝐸1 𝑒 −𝑟 2𝑐𝑜𝑠2𝜃𝑟 2 𝑠𝑖𝑛2𝜃 तो हम इस जैकोबिन के बजाय केवल r लिख सकते हैं यानी𝐸1 𝑒 −𝑟 2𝑐𝑜𝑠2𝜃𝑟 2 𝑠𝑖𝑛2𝜃 𝑟𝑑𝑟𝑑𝜃 लिख सकते हैं तो अब यहाँ हम इस क्षेत्र E1 को r और 𝜃 की सीमाओं के साथ बदल देंगे

इसलिए अब मैं 𝑟 2 बजाय स्थानापन्न कर सकती हूं मैं फिर से स्थानापन्न कर सकती हूं और जैसा हमने पिछले उदाहरण में किया था वैसा ही हम यहां भी कर सकते हैं और आखिरकार हम समाप्त कर देंगे तो हम पहले𝜃0 𝜋 2 𝑑𝜃 0R 𝑟𝑒 −𝑟 2 𝑑𝑟 लिखेंगे और फिर हम 𝑟 2 𝑡 लिए विकल्प देंगे और फिर हम इस पूरी चीज़ को फंक्शन 𝑒 −𝑡 में बदल देंगे और फिर यह अंततः हमें − 12 0 𝜋 2 𝑒 −𝑟 2 0𝑅𝑑𝜃 देगा तो यह − 12 0 𝜋 2 𝑒 −𝑅 2 − 1𝑑𝜃 होगा तो यह 𝜋 212 𝑒 −𝑅 2 − 1हो जाएगा तो अंततः हमारे पास π 4 𝑒 −𝑅 2 − 1 होगा और मेरा मानना है कि यह वही है जो हम साबित करना चाहते थे इसलिए शुरू में देखिए कि इस समाकल का मूल्यांकन करने के तरीके में जटिल था लेकिन केवल कुछ परिवर्तन का उपयोग करके जो कि ध्रुवीय समन्वय प्रणाली को कहना था जिसने इस कार्टेशियन समन्वय प्रणाली को एक ध्रुवीय समन्वय प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया जिससे हम इस संपूर्ण 𝑒 −𝑥 2−𝑦 2 को प्रतिस्थापन समाकल के एक बहुत ही सरल विधि में और उस धातु प्रतिस्थापन से हमारा आवश्यक परिणाम यह होगा और निश्चित रूप से इन परिवर्तनों के पाठ्यक्रम का उपयोग करना जीवन को काफी आसान बनाता है और बहुत सारी परिस्थितियां होंगी जहां हम एक बहुत जटिल समाकल दोहरे समाकल के रूप में आते हैं लेकिन बस कुछ सरल परिवर्तन का उपयोग करके हम उस जटिल समाकल को काफी सरल समाकल में बदलने में सक्षम हो सकते हैं और यह एक ऐसा उदाहरण है हम खुद को इस विषय पर उदाहरणों के अभ्यास के लिए यहाँ तक सीमित रखेंगे अगली कक्षा में हम इंटीग्रेशन के क्रम को बदलने के साथ शुरू करेंगे इसलिए आज हमने जैकोबिन परिवर्तन का उपयोग करते हुए चर का एक परिवर्तन देखा अगली कक्षा में हम इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रल के क्रम में परिवर्तन देखेंगे और हम इस खंड को भी समाप्त करते हैं इसलिए मैं आपकी अगली कक्षा के लिए उत्सुक हूं धन्यवाद